इसलिए हमने पिछले व्याख्यान में व्यू फैक्टर्स पर चर्चा शुरू की इसलिए हम इसे जारी रखेंगे और अन्य तरीकों को देखेंगे जो दृश्य कारकों का मूल्यांकन करने के लिए उपलब्ध हैं तो आज के व्याख्यान में अब हम जो देखने जा रहे हैं उसको अंदर क्षेत्र विधि कहा जाता है इसलिए ध्यान दें कि यदि आप किसी भी सिस्टम के लिए व्यू फैक्टर खोजना चाहते हैं तो आप हमेशा हमारे पास मौजूद भावों को एकीकृत कर सकते हैं इसलिए हमने सारांश नियम और पारस्परिक संबंध को देखा जो आपको दृश्य कारकों की शीघ्र गणना करने में मदद करेगा हम एक अन्य विधि को देखने जा रहे हैं जिसे आंतरिक क्षेत्र विधि कहा जाता है और विभिन्न प्रकार की त्रि आयामी ज्यामिति के लिए दृश्य कारकों की गणना करने के लिए यह एक बहुत ही आसान तरीका है तो मान लीजिए इसलिए मेरे पास एक गोला है और हम कहते हैं कि मेरे पास एक सतह A2 है और मैंने हमें एक और सतह A1 कहने दी है मेरे पास दो सतह हैं और मुझे F12 खोजने की आवश्यकता है जो उत्सर्जन के लिए दृश्य कारक है जो सतह A1 द्वारा उत्सर्जित होता है और सतह A2 द्वारा आपके साथ यह कैसा है ठीक है इसलिए हमें व्यू फैक्टर या ज्योमेट्रिक फैक्टर खोजने की जरूरत है ठीक है तो हम कहते हैं कि यह गोले का केंद्र है और अगर मैं यहां एक अवकलन तत्व मानता हूं तो यह dA2 है और यह अवकलन तत्व dA1 है ठीक है इसलिए यदि गोले की त्रिज्या R है तो जाहिर है केंद्र से किसी भी स्थान पर केंद्र की दूरी गोला R है और यदि दोनों के बीच रैखिक दूरी S है तो वह दो सतहों या दो अवकलनीय तत्वों के बीच की रैखिक दूरी है ठीक है तो उद्देश्य F12 को खोजना है और F12 के लिए सूत्र इंटीग्रल 1 बाय A1 इंटीग्रल A1 इंटीग्रल है A2 cos θ 1 cos θ 2 पर तो अगर यहाँ का कोण θ 1 और θ 2 है और यहाँ का कोण θ 1 है तो तो मेरे पास F12 होगा 1 बाय A1 इंटीग्रल A ओवर A1 इंटीग्रल ओवर A2 cos θ 1 by cos θ 2 pi S स्क्वायर into dA1 dA2 ठीक है तो वह दृश्य कारक है Cos θ1 क्या है मान लीजिए कि मैं एक लंब रेखा गिराता हूं तो यह दूरी S बाय 2 है S बाय 2 तो cos θ S बाय 2R है और वह भी cos θ 2 ठीक है क्योंकि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसलिए कोण देखे जाते हैं और वह S बाय 2R के बराबर होता है तो अब अगर मैं इसे प्लग इन करता हूं तो A2 S वर्ग बाय 4R वर्ग 1 से pi S वर्ग dA1 dA2 ठीक है इसलिए हम S2 को रद्द करते हैं तो वह 1 बाय 4 pi R स्क्वायर होगा तो ध्यान दें कि R स्क्वायर गोले की त्रिज्या A1 और A2 के क्षेत्रफल से स्वतंत्र है और यह इन सतह क्षेत्रों के स्थान से स्वतंत्र है तो वह होगा और A1 इंटीग्रल A2 dA1 dA2 बाय 1 होगा ठीक है और वह कुछ भी नहीं है लेकिन A2 बाय 4 pi R स्क्वायर है 4 pi R स्क्वायर क्या है यह पूरे गोले का क्षेत्रफल है तो यह और कुछ नहीं बल्कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुसार A2 है तो यह एक दिलचस्प सूत्र है तो ध्यान दें कि व्यू फैक्टर F12 अब पूरी तरह से स्वतंत्र है जहां ये दोनों स्थित हैं यह इस बात से स्वतंत्र है कि ये दोनों सतह के साथ कहाँ स्थित हैं और इतना ही नहीं यह केवल प्राप्त सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है तो यह सतह क्षेत्र के आकार से स्वतंत्र है जो सतह का आकार है जो उत्सर्जित होता है और यह केवल प्राप्त सतह के सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है तो यह वास्तव में उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और वास्तव में हम कई उदाहरण देखेंगे ज्यादातर अगले व्याख्यान में या एक के बाद एक और हम कई अलग अलग समस्याओं को देखेंगे हम देखेंगे कि यह सूत्र वास्तव में बहुत काम आता है विभिन्न त्रि आयामी ज्यामिति के लिए दृश्य कारकों की गणना करने के लिए विशेष रूप से क्योंकि आपको गणना करने की आवश्यकता नहीं है या आपको अब त्रि आयामी ज्यामिति का निर्माण नहीं करना है यदि आप इस सूत्र का सीधे उपयोग करने में सक्षम हैं तो आपको त्रि आयामी ज्यामिति का निर्माण करने और एकीकरण करने की आवश्यकता नहीं है तो यह बहुत आसान हो जाता है यदि आप वास्तव में समझते हैं कि इस सूत्र का क्या अर्थ है और इसका उपयोग कैसे करना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रकार की समस्या के लिए नए कारकों को हल करने या खोजने के लिए इस सूत्र का उपयोग कैसे करें जिसे आप भविष्य में देख रहे होंगे यह केवल यह मानता है कि यह एक विस्तृत उत्सर्जन है और आप जिसके लिए उत्तरदायी हैं वह रेडियोसिटी है तो यह उत्सर्जन और प्रतिबिंब दोनों के लिए जिम्मेदार है सब कुछ का हिसाब है एकमात्र धारणा जो यहां महत्वपूर्ण है वह है हम मानते हैं कि उत्सर्जन विस्तृत है अब यदि यह विसरित नहीं है तो आपको पूरे कोण पर सभी कोणों को सभी दिशाओं में एकीकृत करना होगा इसलिए यदि उत्सर्जन प्लस परावर्तन रेडियोसिटी विसरित रेडियोसिटी है तो यह एक सुनहरा सूत्र है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए बहुत उपयोगी होगा तो यह बहुत ही सहज ज्ञान युक्त लगता है लेकिन यह वह जगह है जहाँ वास्तव में अंतर्ज्ञान काम नहीं करता है इसलिए यदि आप वास्तव में सभी सूत्र में प्लग इन करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सतह क्षेत्र को कहां रखते हैं यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता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 आप वास्तव में एक संपूर्ण त्रि आयामी ज्यामिति का निर्माण कर सकते हैं और इसके साथ ठीक उसी परिणाम को एकीकृत कर सकते हैं तो हमने यहां कोई जादू नहीं किया है यह सिर्फ उस सूत्र से निकला है जिसे हमने पिछले व्याख्यान में सख्ती से निकाला था और हमने सूत्र को उन सामान्य कोणों के साथ लागू किया है जिन्हें हम पहले से जानते हैं तो यह सब मायने रखता है कि ज्यामितीय कारक यदि क्षेत्रों को गोले की परिधि के अंदर रखा जाता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि सतहों को गोले की परिधि में या गोले की सतह पर रखा जाता है भले ही उत्सर्जक सतह स्थित हो यह केवल दृश्य कारक केवल प्राप्त सतह क्षेत्र और कुल क्षेत्र पर निर्भर करता है तो यह एक बहुत ही उपयोगी सूत्र है इस पर कोई सवाल यह सहज ज्ञान युक्त है और इसका कारण यह है कि आप हमेशा सोचते हैं कि आह अगर मुझे यहां सतह रखनी है तो यह कैसे हो सकता है कि यह केवल प्राप्त सतह के सतह क्षेत्र पर निर्भर करता है लेकिन ध्यान दें कि गोले का क्षेत्रफल अभी भी यहीं है तो यह कुछ अर्थों में उत्सर्जक सतहों का क्षेत्रफल है इसलिए कुछ अर्थों में इसे गोले के कुल क्षेत्रफल में शामिल किया जाता है लेकिन यह पता चला है कि यह अप्रासंगिक है यह अप्रासंगिक है क्षेत्र का आकार क्या है और यह कहाँ स्थित है यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है और इसी तरह जहां दूसरी सतह स्थित है वह भी पूरी तरह से अप्रासंगिक है जब आप नए कारक की गणना करना चाहते हैं यह पता चला है कि यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है यह उल्टा है और हमने इसे किया है हमने कोई जादू नहीं किया है यहां यह पूरी तरह से कठोर है तो यह एक बहुत ही उपयोगी सूत्र है जिसे आप सभी को याद रखना चाहिए तो याद रखें कि जब हमने पिछले व्याख्यान में नए कारक पर चर्चा शुरू की थी तो इसका उद्देश्य सतहों के बीच विकिरण विनिमय को चिह्नित करना था इसलिए एक बार जब हम दृश्य कारक की गणना करना जानते हैं तो अब हम यह पता लगाने का प्रयास कर सकते हैं कि विभिन्न सतहों के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय क्या है तो अब हम यही करने जा रहे हैं तो मान लीजिए कि हम वास्तविक सतह लेते हैं तो हम जानते हैं कि वास्तविक सतहें सभी तरंग दैर्ध्य सभी लैम्ब्डा और सभी θ और फी पर अवशोषित और उत्सर्जित होती हैं ओके लेकिन ब्लैकबॉडी के साथ हमारे पास एक विशेष गुण है ब्लैकबॉडी के पास एक विशेष गुण है वह गुण क्या है वह गुण क्या है ब्लैकबॉडी का विशेष गुण क्या है यह सभी आपतित विकिरणों को से अवशोषित कर लेता है ठीक तो ब्लैकबॉडी एक प्रसारित उत्सर्जक है और सभी घटना विकिरण को अवशोषित करता है सभी आपतित विकिरण जिसका अर्थ है कि परावर्तन 0 सही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक ब्लैकबॉडी के लिए परावर्तन 0 है तो मान लीजिए कि मेरे पास दो ब्लैक बॉडी हैं मैं इसे i और j कहता हूं और हम कहते हैं कि तापमान Ti और Tj हैं और सतह क्षेत्र Ai और Aj ठीक है तो अब सभी दिशाओं में सभी स्थानों पर उत्सर्जन होने जा रहा है क्योंकि यह प्रसारित है यह सभी दिशाओं में बराबर होने वाला है यह एक प्रसारित उत्सर्जक है तो अब प्रश्न यह है कि इन दो सतहों के बीच ऊष्मा विनिमय की शुद्ध दर क्या है यही हम खोजना चाहते हैं ठीक तो i और j के बीच शुद्ध विकिरण विनिमय क्या है यही हम खोजना चाहते हैं ठीक तो qnet होगा तो आप सभी ने सुना होगा कि सिग्मा Ti पावर 4 माइनस Tj पावर 4 आपको नेट रेडिएशन एक्सट्रीम बताएगा कि क्या कमी है यह पूरी कहानी नहीं है आपके द्वारा की जाने वाली प्रमुख धारणा क्या है यह ठीक है सभी चालन गुणों को भूल जाओ मान लीजिए कि गर्मी के आदान प्रदान का केवल विकिरण मोड है जब आप उस सूत्र का उपयोग करते हैं तो आप क्या महत्वपूर्ण धारणा बनाते हैं यह ठीक है कि यह एक ब्लैकबॉडी है तो यह एक प्रसारित उत्सर्जक होना चाहिए हाँ E बराबर यह एक ब्लैकबॉडी है तो यह एक ब्लैकबॉडी विकिरण है देखें कारक जो आप देखते हैं तो यह पहली बात है प्राथमिक धारणा है कि आप यह मानते हैं कि दृश्य कारक 1 है इसलिए अब तक आपने जो विकिरण गणना की है उसमें से अधिकांश आप मानते हैं कि दृश्य कारक ज्यामितीय कारक है वे सभी ज्यामितीय रूप से संरेखित हैं और कि ज्यामितीय कारक विकिरण विनिमय में कुछ भी योगदान नहीं देता है तो याद रखें कि पिछले व्याख्यान में हमने कहा था कि यदि आप विकिरण सीमा की गणना करना चाहते हैं तो आपको यह पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण गुणों में से एक दृश्य कारक है आप यह नहीं मान सकते कि व्यू फ़ैक्टर किन्हीं दो सतहों के बीच एक है यह मौलिक अंतर्निहित धारणा है जो आपके द्वारा अब तक की गई सभी गणनाओं में है ठीक तो पहला अवलोकन यह है कि Fij 1 के बराबर नहीं है तो इसलिए शुद्ध विकिरण केवल के बीच का अंतर है जो कि i द्वारा उत्सर्जित होता है और j द्वारा प्राप्त किया जाता है जो कि j द्वारा उत्सर्जित होता है और i द्वारा प्राप्त होता है तो यह q AiJi द्वारा दिया गया है तो यह सतह द्वारा उत्सर्जित विकिरण की शुद्ध विकिरण दर है i को संबंधित दृश्य कारक से गुणा किया जाता है तो यह वही है जो आपको बताता है कि वह अंश क्या है जो सतह से प्राप्त होता है j माइनस qji Aj Jj Fji द्वारा दिया जाता है ठीक है तो यह Aj गुणा Jj वह दर है जिस पर सतह J द्वारा विकिरण उत्सर्जित किया जाता है और इसका कितना अंश सतह द्वारा इंटरसेप्ट किया जाता है i को व्यू फैक्टर के साथ उस के उत्पाद द्वारा दिया जाता है तो पारस्परिक संबंधों से हम जानते हैं कि AiFij और AjFji संबंधित अधिकार हैं तो वह AiFijJ माइनस AiFij से Jj होगा ओके तो यह AiFij गुणा Ji माइनस Jj के बराबर है ब्लैक बॉडी के लिए Ji क्या है तो ध्यान रहे कि ब्लैक बॉडी के गुण ऐसे होते हैं कि यह एक प्रसारित उत्सर्जक है और यह सब कुछ अवशोषित करता है जिसका अर्थ है कि प्रतिबिंब 0 सही है तो Ji ब्लैकबॉडी से सिर्फ उत्सर्जन है और यह स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम द्वारा दिया गया है तो यही वह जगह है जहां यह सिग्मा T पावर 4 आता है तो यह AiFijEbi माइनस Ebj के बराबर है तो वह ब्लैकबॉडी विकिरण है तो यह AiFij सिग्मा Ti माइनस Tj टू दी पावर 4 के बराबर है ओके क्योंकि कोई प्रतिबिंब नहीं है ध्यान दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि परावर्तन 0 है इसलिए Ji Ebi के बराबर है किसी भी सतह से कोई प्रतिबिंब नहीं है यह उस सतह से सभी उत्सर्जन है तो इस मात्रा की सतहों के बीच शुद्ध विकिरण का आदान प्रदान होता है अब यह क्यों महत्वपूर्ण है यह महत्वपूर्ण क्यों है हमें यह जानने की आवश्यकता क्यों है कि शुद्ध विकिरण विनिमय क्या है मान लीजिए अगर मैं तापमान को ठीक रखना चाहता हूं तो मुझे इसे एक अलग तरीके से रखना चाहिए अगर मैं इन दो सतहों के तापमान को बनाए रखना चाहता हूं तो यह गर्मी की मात्रा है जो या तो मुझे शरीर को प्रदान करना है या तापमान के आधार पर निकालना है तो qnet सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है जो कि qij और qji पर निर्भर करता है जिसे हम नहीं जानते हैं आपको संख्याएँ डालनी हैं और पता लगाना है कि qnet धनात्मक है या ऋणात्मक तो किसी दिए गए निकाय के लिए यदि qnet धनात्मक है जिसका अर्थ है कि एक शुद्ध विकिरण है जो वास्तव में विकिरण विनिमय के कारण ले रहा है इसलिए एक स्थिर तापमान बनाए रखने के लिए उस सतह के अंदर एक हीट सिंक होना चाहिए यदि आप एक समतापी तापमान बनाए रखना चाहते हैं कि यदि qnet धनात्मक है तो उस प्रणाली से ऊष्मा की मात्रा को हटाना होगा अब मान लीजिए कि यदि यह ऋणात्मक है तो वह ऊष्मा की मात्रा है जो आपको देनी है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है याद रखें कि चालन में आपने हमेशा कहा था कि आपको हमेशा यह पता लगाना होगा कि आपको सिस्टम से कितनी गर्मी की आपूर्ति या हटाना है तो विकिरण विनिमय की गणना का पूरा उद्देश्य यही है बेशक ब्लैकबॉडी एक आदर्शीकरण है हम यह देखने जा रहे हैं कि इसे थोड़ी देर में ग्रे सतह के लिए कैसे किया जाए जो कि एक वास्तविक प्रणाली है तो ब्लैक बॉडी आपको यह समझने के लिए एक आदर्श प्रणाली का लाभ देती है कि सिस्टम कैसा व्यवहार कर रहा है क्योंकि सभी विकिरण गुणों के सभी गुणों को संबंधित ब्लैक बॉडी के संबंध में बढ़ाया जाता है मान लीजिए मेरे पास इस तरह की N सतहें हैं मान लीजिए कि मेरे पास N N ब्लैकबॉडी विकिरण का आदान प्रदान कर रहा है मान लीजिए मेरे पास N ब्लैकबॉडी है तो नेट रेडिएशन एक्सचेंज क्या होगा शुद्ध विकिरण विनिमय क्या होगा यह सब पर योग होगा है ना तो यह AiFij का योग होगा इसलिए सिग्मा टू दी पावर 4 माइनसTj टू दी पावर 4 तो यह ith सतह का शुद्ध विकिरण विनिमय है और इसे 1 से अधिक N कहा जाता है ठीक तो यह व्यापकता के नुकसान के बिना है हमने यह सूत्र लिखा है आपको यह मानने की ज़रूरत नहीं है कि आपस में कोई विकिरण विनिमय नहीं है तो इसका भी यहाँ हिसाब है क्योंकि J बराबर i होगा Fii तो वह स्वयं के साथ विकिरण विनिमय के लिए जिम्मेदार है तो यदि यह एक उत्तल सतह है तो Fii 0 होगा लेकिन अवतल सतह है यह 0 नहीं है तो यह N सतहों के साथ शुद्ध विकिरण विनिमय का एक सामान्य प्रतिनिधित्व है